आपका स्वागत है हमारे अगले व्याख्यान की चर्चा में जिसमें आज हम प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे I प्रोफाइल प्रोजेक्टर को ऑप्टिकल प्रोजेक्टर भी कहा जाता है यह एक बहुमुखी कंपैरेटर है जिसे हम निरीक्षण के लिए विभिन्न जगहों पर इस्तेमाल करते हैं I सभी प्रकार के कंपैरेटर्स में प्रोफाइल प्रोजेक्टर बहुत अत्यधिक इस्तेमाल होता है I माप यहां प्रमुख नहीं हैं लेकिन फिर भी यदि आप प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर के साथ तुलना करना चाहते हैं तो यह संभव है और माप भी संभव है यह माप को सुविधाजनक बनाने के लिए देखने की स्क्रीन पर वर्कपीस की एक 2 आयामी बड़ी छवि को प्रोजेक्ट करता है एक प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर 3 मुख्य तत्वों से बना है प्रोजेक्टर जिसमें एक प्रकाश स्रोत होता है और लेंस का एक सेट इसके अंदर होता है वर्कपीस को रखने के लिए एक कार्य मेज रखी गई है और भागों की तुलना या माप के लिए चार्ट गेज के साथ या इसके बिना एक पारदर्शी स्क्रीन है यह एक विशिष्ट प्रोफ़ाइल प्रोजेक्टर है आप यहां देख सकते हैं आपके पास एक प्रकाश स्रोत हो सकता है यह मेज है वस्तु यहां रखी जाती है तो फिर यह इसे बड़ा करने की कोशिश करता है और यह स्क्रीन है आप इसे दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं आप इसका उपयोग माप के साथ साथ तुलना के लिए भी कर सकते हैं कंपैरेटर एक माप उपकरण या एक तुलना उपकरण है तो आप यहां देख सकते हैं यदि आप यहां वस्तु रखते हैं तो यह हिट हो जाती है और फिर आप यहां बड़ी हुई छवि देख सकते हैं यह बड़ी हुई छवि है यह बहुत शक्तिशाली उपकरण है और यह अब भी यह टूल रूम अनुप्रयोगों में बहुत सारे प्रयोग पाता है आगे है ऑप्टिकल स्क्वेयर I यह ऑप्टिकल स्क्वेयर है चलिए इसे देखते हैं I जैसे एक सपाट दर्पण को व्यवस्थित करते हुए कुछ एरर हो जाते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं परंतु एक पेंटाप्रिज्म कि एक्यूरेसी इससे प्रभावित नहीं होती है I व्यवस्था के दौरान अगर कोई एरर है तो वह माप के दौरान भी मिलता है I एक पेंटाप्रिज्म की एक्यूरेसी एक सपाट दर्पण के मुकाबले व्यवस्था करते समय उत्पन्न हुए एरर से प्रभावित नहीं होती है I एक दर्पण को प्रकाश की आती हुई किरण के 45 डिग्री पर रखा जाता है I इसलिए यदि आप इसे लेते हैं तो यह इंसीडेंट किरण है यह रिफ्लेक्टेड किरण है और यह नॉर्मल है I क्योंकि दर्पण को इंसिडेंट किरण के साथ 45 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो इस प्रकार रिफ्लेक्टेड किरण इंसिडेंट किरण से 90 डिग्री के कोण पर निकलती नजर आएगी I इंसिडेंट किरण अंदरूनी भाग में दो अग्र भाग से रिफ्लेक्ट होगीI यह पहला अग्रभाग है यह दूसरा I इंसीडेंट किरण के ठीक 90 डिग्री पर वर्ग से 2 अग्रभाग निकलते हैं यह एक उल्लेखनीय गुण है प्रिज्म का कोई भी मामूली विचलन या मिसलिग्न्मेंट प्रकाश किरण के समकोण गति को प्रभावित नहीं करता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस ऑप्टिकल स्क्वायर है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु की लंबवतता की जांच करने के लिए किया जाता है तो आप यहां देख सकते हैं एक ऑप्टिकल वर्ग अनिवार्य रूप से एक पंचकोणीय प्रिज़्म है तो आप देख सकते हैं कि यह पोल A की एक सीमा है यह पोल C की सीमा को देखने की सीमा है यह B के लिए देखने की सीमा है यहाँ तुम्हारी आंख है यहाँ एक प्रिज़्म है यह 90 डिग्री A B C और D पर जाता है एक ऑप्टिकल वर्ग का उपयोग मूल पथ से 90 डिग्री तक दृष्टि की रेखा को मोड़ने में उपयोगी है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है और यह एक अद्भुत उपकरण है इसलिए क्योंकि यह पेंटाप्रिज्म मशीन संरेखण में से कई का ध्यान रखता है जो बॉक्स में या डिवाइस में ही होता है तो अगला एक ऑप्टिकल फ्लैट है यह ऑप्टिकल फ्लैट है ऑप्टिकल फ्लैट का मतलब है कि आपके पास ऑप्टिकल ग्लास है इसे प्लेट के रूप में मान लें शीर्ष सतह और नीचे की सतह पूरी तरह से सपाट बनाई गई है और यह मुख्य रूप से फ्रिंज पैटर्न उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है हमें देखते हैं कि एक ऑप्टिकल फ्लैट उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास या क्वार्ट्ज का एक डिस्क है डिस्क की सतह उच्च स्तर की सपाटता के साथ बनाई गई है यह मूल रूप से वस्तु में बहुत छोटे से छोटे विचलन को मापने के लिए है इससे आप बहुत छोटे विचलन को भी माप सकते हैं और आप इस विचलन को प्रकाश की वेवलेंथ के संदर्भ में रिपोर्ट करते हैं आप डिग्री के संदर्भ में बहुत छोटे विचलन को मापने की कोशिश कर सकते हैं और यह एकमात्र उपकरण है जो आपको ऐसे उच्च रिज़ॉल्यूशन माप देता है यदि लैम्ब्डा एक मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ है तो पूर्ण इंटरफेरेंस के लिए शर्त संतुष्ट हो गई है पथ की लंबाई में अंतर यदि वेवलेंथ का एक आधा है यह कुल हस्तक्षेप के लिए एक आदर्श स्थिति है तो आप देख सकते हैं कि आंख एक अंधेरे पैच को अलग देखने में सक्षम है जोकि फ्रिंज है यह कुछ इस प्रकार से होंगे उजला फ्रिंज काला फ्रिंज उजला फ्रिंज काला फ्रिंज आंख अब अंधेरे का एक अलग पैच देखने में सक्षम है इन्हें फ्रिंज कहा जाता है उसी स्रोत से एक और प्रकाश किरण पर विचार करें जो पहले से थोड़ी दूरी पर ऑप्टिकल फ्लैट पर गिरती है यह किरण बिंदु d और e पर रिफ्लेक्ट होती है यदि def की लंबाई 3 λ 2 के बराबर होती है तो कुल मिलाकर इंटरफेरेंस फिर से होता है और पर्यवेक्षक द्वारा उसी फ्रिंज को देखा जाता है हालाँकि 2 छोरों के बीच एक मध्यवर्ती बिंदु पर प्रकाश के 2 रिफ्लेक्टेड भाग के बीच का पथ अंतर आधा वेबलेंथ की सम संख्या होगी हम यह कहना चाह रहे हैं कि यह एक ऑप्टिकल फ्लैट है यह एक सपाट सतह है जिसे आप मापना चाहते हैं हम एक ऑप्टिकल फ्लैट का उपयोग करते हैं दोनों सतह प्रकाश से सपाट होती हैं जिस पर स्रोत गिरता है तो यह रिफ्लेक्ट वर्कपीस तक पहुंचता है फ्लैट नीचे की तरफ पहुंचता है और चला जाता है यदि हम यह कहते हैं एक λ 2 है और यह 2 है तो हमारे पास कुल इंटरफेरेंस हो रहा है इसे एक छोटे कोण पर रखा जाता है तो यह a b और c से रिफ्लेक्ट होता है इसलिए यह λ 2 है और d e और f यह λ है इसलिए कुल इंटरफेरेंस होता है तो इस प्रकार प्रकाश के 2 घटक अग्रभाग में होंगे और एक बिंदु पर प्रकाश बैंड दिखाई देगा आप बिंदुओं पर लाइट बैंड देखते हैं ऑप्टिकल फ्लैट के स्पष्ट उपयोग में से एक स्लिप गेज ब्लॉक की ऊंचाई की जांच करना है हमने अंत माप के लिए स्लिप गेज का अध्ययन किया इसलिए हम स्लिप गेज पर ब्लॉक बना सकते हैं और इन ब्लॉकों का इस्तेमाल हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊंचाई को मापने के लिए कर सकते हैं जिस स्लिप गेज को चेक किया जाना है उसे सपाट मेज पर रेफरेंस गेज के साथ रखा जाता है तो आप इसे यहां रख सकते हैं यह एक मानक है आप एक ऑप्टिकल फ्लैट रख सकते हैं और जांचने का प्रयास कर सकते हैं यह ऑप्टिकल फ्लैट निश्चित रूप से एक कोण पर होगा तो एक कोण छोटा कोण होगा θ जिस स्लिप गेज को चेक किया जाना है उसे सपाट मेज पर रेफरेंस गेज के साथ रखा जाता है अब उस फ्रिंज को देखे जिसका संदर्भ दिया गया है ब्लॉक 1 मिलीमीटर की चौड़ाई से अधिक है यदि 2 स्लिप गेज के बीच की दूरी L है और λ प्रकाश के मोनोक्रोमैटिक स्रोत की वेवलेंथ है तो ऊंचाई में अंतर निम्न संबंधों के साथ विकसित किया जा सकता है यह वह संबंध है जो आपको ऊंचाई में अंतर देता है मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत L 2 स्लिप गेज है 2 स्लिप गेज के बीच की दूरी N फ्रिंज पैटर्न की संख्या है और आपको संबंध प्राप्त करने के लिए मिलता है तो ये 2 स्लिप गेज हैं तो आप देख सकते हैं एक को संदर्भ बनाया गया है यह वह है जो कि आपने विकसित किया है तो यह दोनों एक फ्लैट पर रखा जाना है यह L नामक दूरी है फ्लैट जो एक छोटी डिग्री थीटा पर रखा गया है इसलिए जब थीटा डैश और थीटा दोनों समान हैं तो आपको समान फ्रिंज पैटर्न दिखाई देंगे जब यह थीटा डैश θ से अधिक होता है तो आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर अलग है और जब यह कम होता है तो आप फ्रिंज पैटर्न देख सकते हैं यहां पैटर्न की संख्या उपलब्ध है बस फ्रिंज पैटर्न की गिनती करके हम यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच की ऊंचाई में क्या अंतर है तो यदि 2 स्लिप गेज के बीच की दूरी L है और λ मोनोक्रोमैटिक स्रोत की वेवलेंथ है तो निम्न संबंध में ऊंचाई अंतर h दिया जाता है तो आइए हम एक सरल प्रश्न को हल करने का प्रयास करें तो यहां आप एक चित्र देख सकते हैं जो एक मानक को स्लिप गेज की ऊंचाई की जांच करने के लिए ऑप्टिकल फ्लैट के उपयोग को दिखाता है यह 20 मिलीमीटर का एक विकसित मानक है तो यह 20 मिलीमीटर दिया जाता है कैडमियम प्रकाश स्रोत का λ दिया गया है यदि 15 मिमी की गेज चौड़ाई पर फ्रिंज की संख्या 10 है तो 2 ब्लॉक के बीच की दूरी 30 मिमी है निरीक्षण किए जाने वाले गेज की सही ऊंचाई की गणना करें तो वे क्या कहते हैं वे कहते हैं कि 15 फ्रिंज पैटर्न आपको 10 मिलीमीटर में मिलते हैं तो आप इसे कैसे हल करते हैं तो ऊंचाई एच में अंतर सूत्र द्वारा दिया गया है तो यह लैम्ब्डा 0509 है और L क्या है L 30 है L 2 ब्लॉक के बीच की दूरी 30 गुणा n है जिसे 10 मिलीमीटर में कहा जाता है ऊंचाई का अंतर किसके द्वारा दिया गया है तो इस तरह के माप के लिए ऑप्टिकल फ्लैट का उपयोग किया जाता है तो यह 15 मिलीमीटर है तो आप 15 से गुणा कर रहे हैं तो अन्य ऑप्टिकल माप गेज के बीच की दूरी है और पहले भाग में ऑप्टिकल फ्लैट दूरी गेज की लंबाई पर से δ1 बढ़ गया है और दूसरी स्थिति में δ2 की दूरी से यह स्पष्ट है कि गेज और ऑप्टिकल फ्लैट के बीच की दूरी λ2 द्वारा आसपास के फ्रिंज के बीच बदलती है इसलिए कोणीय संबंध में परिवर्तन तो हम एक और समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके सतह प्लेट पर 25 मिमी की लंबाई के टेपर से अधिक के लिए 2 ऑप्टिकल फ्लैट का परीक्षण किया जाता है यदि प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ 05 माइक्रोन है तो गेज सतह के टेपर को ज्ञात करें गेज A गेज सतह पर फ्रिंज की संख्या 15 है और सतह प्लेट पर यह संख्या 5 है गेज B गेज सतह पर फ्रिंज की संख्या 5 है और सतह प्लेट पर 8 है तो आप इसे कैसे करेंगे n1 15 n25 आगे है ऑप्टिकल इंटरफेरेंस ऑप्टिकल इंटरफेरेंस में हम दो समान फेस की वेवलेंथ लेते हैं जिनका एंप्लीट्यूड अलग अलग होता है I तुम पहली है A और दूसरी B है जिनका एंप्लीट्यूड अलग अलग है I क्योंकि इनका फेस समान है इसलिए हम इनका रिजल्टेंट R निकालने का प्रयास करेंगे जोकि A को B में जोड़ने पर प्राप्त होगा I यहां आप यह समझिए कि प्रकाश फेस में हैI यदि प्रकाश R का एंप्लीट्यूड समान है लेकिन फेस से बाहर है तो आपको एक परिणाम मिलेगा जो दोनों को घटा कर प्राप्त होगा यहाँ आप देखते हैं कि एंप्लीट्यूड A एंप्लीट्यूड B से बड़ा है इसलिए A माइनस B आपको परिणामी R देता है तो यह y a है और यह y b है तो यहाँ 180 डिग्री के फेज अंतर के साथ विभिन्न एंप्लीट्यूड के 2 वेवलेंथ हैं आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ के बीच घटाव हो रहा है तो यह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने की अवधारणा है प्रकाश की किरण समान वेवलेंथ की वेव की अनंत संख्या से बनी होती है मान लीजिए कि दो किरणों का एंप्लीट्यूड y a और y b है तो परिणामी वेवलेंथ इस प्रकार दो किरणें फेज में हैं यदि अधिकतम इंटेंसिटी होगी हालाँकि दो किरणें मान लीजिए d से फेज से बाहर हैं तो परिणामी तरंग का एक एंप्लीट्यूड होगा उस मामले को ध्यान में रखते हुए जहां दोनों के बीच फेज का अंतर 180 डिग्री है फिर परिणामी तरंग का एंप्लीट्यूड y a और y b का बीजीय योग है यदि y a और y b बराबर हैं तो yr शून्य होगा क्योंकि cosθ 0 है इसका मतलब है कि वेवलेंथ और एम्पलीटूडे वाले 2 वेव के बीच पूर्ण हस्तक्षेप अंधेरे का उत्पादन करता है इसलिए जब हम फ्रिंज पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डार्क फ्रिंज और व्हाइट फ्रिंज तब हम एक अंधेरा उज्ज्वल अंधेरा उज्ज्वल को देखते हैं तो ये डार्क फ्रिंज पैटर्न हैं जो फेज से बाहर हैं तो एक ही वेवलेंथ और एम्पलीटूडे वाले दो वेवलेंथ के बीच पूर्ण इंटरफेरेंस अंधेरे का उत्पादन करता है इस प्रक्रिया को बहुत छोटे रैखिक आयामों के सटीक माप को पूरा करने के लिए लागू किया जाता है और माप तकनीकों को इंटरफेरोमेट्री के लोकप्रिय रूप से जाना जाता है माप के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे इंटरफेरोमीटर कहा जाता है यह विशिष्ट इंटरफेरोमेट्री है तो यहां एक सुसंगत प्रकाश स्रोत है यह एक मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत हो सकता है या यह एक लेजर भी हो सकता है यह प्रकाश स्रोत एक किरण विभाजक पर पड़ता है तो होता यह है की यह एक आधा चांदी का दर्पण है इसलिए यहाँ प्रकाश कट जाता है और फिर यह दर्पण की ओर जाने की कोशिश करता है और अगर ऐसा होता है तो आधा भाग इस दिशा में चला जाएगा और हम यह मान सकते हैं कि कोण में बहुत कम परिवर्तन आएगा I फिर प्रकाश यहाँ वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है ठीक उसी तरह जैसे किरण विभाजक के 90 डिग्री पर हो रहा होता है प्रकाश किरण जाती है और एक दर्पण से टकराती है जो बिल्कुल समतल होती है और फिर वापस आती है तो इस प्रतिबिंब के बीच एक फेज का अंतर A 1 और A 2 हो सकता है और यही कारण है कि बदले में इन दो अंतरों को डिटेक्टर में धकेल दिया जाता है तो इस डिटेक्टर में फ्रिंज पैटर्न गिने जाते है और आप इसे रैखिक डिस्प्लेसमेंट में रिपोर्ट करते हैं यह एक विशिष्ट इंटरफेरोमेट्री सिद्धांत है यह कैसे काम करता है इंटरफेरोमीटर ऑप्टिकल उपकरण हैं जो बहुत छोटे रैखिक माप के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यह एक NPL फ्लैट इंटरफेरोमीटर है यहां पारा वाष्प के रूप में है या आप यहां लेजर लगा सकते हैं एक कंडेनसर लेंस है आपके पास एक दर्पण है आप हरे रंग का फिल्टर लगाते हैं फिर आपके पास बारीक छेद होते हैं जिसके माध्यम से प्रकाश गुजरता है फिर आपके पास एक ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर है आपके पास यहां एक आईपीस है ऑब्जेक्ट को यहां देखा जाता है यह पहले वाला डिटेक्टर था या आजकल आप इसे CCD चार्ज कपल डिवाइस कैमरा या डिटेक्टर के रूप में बना सकते हैं तो प्रकाश यहां टकराता है और यहां एक लेंस होता है यह एक ऑप्टिकल फ्लैट पर टकराता है और यहां यह गेज है यह गेज एक मेज पर रखा है यह परीक्षण की जाने वाली सतह है और इसके विपरीत एक ऑप्टिकल फ्लैट को रखा गया है तो इस इंटरफेरोमेट्री तकनीक का उपयोग करके इस सतह के समतलता को मापा जा सकता है इसमें एक सरल ऑप्टिकल प्रणाली शामिल है जो फ्रिंज की एक तेज छवि प्रदान करता है ताकि उपयोगकर्ता के लिए उन्हें देखना सुविधाजनक हो प्रकाश पारा के दीपक से संघनित होता है और एक हरे रंग के फिल्टर से होकर गुजरता है जिसके परिणामस्वरूप हरा मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत होता है प्रकाश अब एक बारीक छेद से गुजरेगा जो मोनोक्रोमैटिक प्रकाश के लिए एक तीव्रता बिंदु स्रोत बनाता है इस बारीक छेद को इस तरह से तैनात किया जाता है कि यह कोलिमेटेड लेंस के फोकल सतह में हो इसलिए कोलिमेटेड लेंस ऑप्टिकल फ्लैट के माध्यम से परीक्षण किए जाने वाले गेज के अग्रभाग पर प्रकाश की एक समानांतर किरण को डालता है इसलिए यदि सतह समतल है तो आप देख सकते हैं कि फ्रिंज पैटर्न लगातार समान हैं यदि समतलता में अंतर है तो आप देख सकते हैं कि फ्रिंज पैटर्न में एक बदलाव है जो की यहां किया जाता है तो समतलता एरर के कारण समान और असमान फ्रिंज पैटर्न देखे जा सकते हैं यह एक सपाट सतह है यह एक एरर सतह है तो अब आप उस दूरी जो कुछ भी यह है को देख सकते हैं और फिर आप फ्रिंज दूरी की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और आप एरर निकालने का भी प्रयास कर सकते हैं तो NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर इस तरह काम करता है तो आपके पास 2 सतहें हैं और सूत्र समान हैं तो यह एक कोण पर रखा गया है तो आप पहली स्थिति को लाने की कोशिश करते हैं फिर आप इसे गेज के चारों ओर घुमाते हैं और फिर टेबल को घुमाते हैं फिर गेज B A को रखें और समान ऑप्टिकल फ्लैट का उपयोग करके δ2 को मापने का प्रयास करें यदि आप देखते हैं कि दोनों फ्रिंज पैटर्न समान हैं तो ये दोनों सतह सपाट हैं तो यह स्पष्ट है कि गेज और ऑप्टिकल फ्लैट के बीच की दूरी λ 2 से बदलती जा सकती है जब हम फ्रिंज को बदलते हैं इसलिए कोणीय संबंध में परिवर्तन तो यह संबंध सतह पर सपाटता एरर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है